इस मॉड्यूल में हम प्रकाश व्यवस्था को देखेंगे अब तक हम थर्मल के साथ साथ ध्वनिकी के बारे में बात कर रहे हैं अगले मॉड्यूल में हम प्रकाश व्यवस्था को देख रहे हैं यह विशिष्ट मॉड्यूल माप के सूचकांकों को कवर करेगा प्रकाश व्यवस्था क्या है प्रकाश ऊर्जा क्या है मुख्य रूप से सूचकांक क्या हैं उनके पास क्या इकाइयां हैं और क्या आवश्यक है हम दिन की रोशनी के बारे में बहुत कम बात करेंगे इसकी गणना कैसे करें मुख्य रूप से दिन के उजाले का अनुमान लगाने के बारे में निम्नलिखित मॉड्यूल में हम डेलाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को देखेंगे और उन्हें डिजाइन में कैसे शामिल किया जा सकता है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है यह एक दृश्य भाग है जिसे केवल मानव आंख देख सकती है तो यह लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है इसके नीचे आपको इंफ्रारेड और दूसरी तरफ अल्ट्रा वायलेट्स होते हैं हम उस प्रकाश व्यवस्था में रुचि रखते हैं जो रोशनी का एक दृश्य भाग है जिसका अर्थ है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग जैसा कि इस मॉड्यूल का संबंध है आइए हम कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों को देखें जिन्हें आपको वास्तव में समझना है उनमें से बहुत का उपयोग किया जाता है और कभी कभी एक का उपयोग दूसरे के स्थान पर किया जाता है वे अक्सर भ्रमित सूचकांक होते हैं आइए हम कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त सूचकांकों पर एक नज़र डालें सबसे पहले प्रकाश शक्ति किसी विशेष ऊर्जा के बारे में बात करते हैं हमें स्रोत के बारे में बात करनी है प्रकाश शक्ति स्रोत के बारे में बात करती है यह एक स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा या प्रकाश की मात्रा है जो कि अगर आप इसकी तुलना करते हैं एक पाइप में बहता पानी पाइप का व्यास तय करता है कि पानी की कितनी मात्रा इसके माध्यम से बह सकती है अब यह प्रकाश शक्ति के बराबर है इसे लुमेन में मापा जाता है प्रकाश शक्ति के मापन के लिए इकाई लुमेन है यह लुमिनस फ्लक्स की तरह कुछ है आमतौर पर जब हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं तो हम प्रवाह के बारे में बात करते हैं तो यह लुमिनस फ्लक्स है इसे लुमेन में मापा जाता है आमतौर पर लुमिनस फ्लक्स एक दर है जिस पर प्रकाश ऊर्जा स्रोत से बहती है एक लुमेन एक प्रकाश प्रवाह है जो एक इकाई तीव्रता से उत्सर्जित होता है हम निम्नलिखित स्लाइड में प्रकाश की तीव्रता को देखेंगे हमें केवल यह कहना चाहिए कि यह बिंदु स्रोत की एक इकाई तीव्रता है अब हम एक इकाई ठोस कोण के साथ बिंदु स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोले की सतह 4 pi इकाइयों को प्राप्त करती है इसके केंद्र में ठोस कोण है इसलिए एक 4pi है यदि आप 1 कैंडेला या यूनिट इंटेंसिटी बिंदु स्रोत कहते हैं तो हम शीघ्र ही तीव्रता को परिभाषित करेंगे इकाई तीव्रता बिंदु स्रोत सभी दिशा में 1256 या 1264 पाई लुमेन उत्सर्जित करेगा यह वह रूपांतरण है जो यहां होता है आइए हम प्रकाश की तीव्रता पर एक नज़र डालें यह कैंडेला में मापा जाता है यदि आप लुमिनस फ्लक्स को विभाजित करते हैं जिसे हमने एफ के रूप में परिभाषित किया है जो कि एक चलुमिनस फ्लक्स है यदि आप इसे ठोस कोण से विभाजित करते हैं जो ओमेगा है जिसे हम ओमेगा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं यदि यह विभाजित है तो आपको प्राप्त भागफल प्रकाश स्रोत की तीव्रता देखा यह कैंडेला में मापा जाता है क्योंकि मैंने लुमिनस फ्लक्स कहा था आप इसकी तुलना किसी विशेष चैनल के माध्यम से प्रवाह की तीव्रता से कर सकते हैं तो अगर आप प्रकाश के साथ साथ इस पाइप के साथ एक एनालॉग से संबंधित हैं तो हम बेहतर समझ के लिए कुछ और उदाहरणों के लिए इसकी तुलना करेंगे पहले हमने लुमिनस फ्लक्स के बारे में बात की एक बार जब आप चलुमिनस फ्लक्स को ठोस कोण से विभाजित करते हैं तो आपको लुमिनस इंटेंसिटी प्राप्त होती है यह कैंडेला में मापा जाता है IFω अब हम दो सूचकांकों को देखते हैं जो अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं या किसी भी मानक हैं आप इन सूचकांकों के संदर्भ में आवश्यक प्रकाश की मात्रा या प्रकाश की मात्रा को निर्दिष्ट करते हैं पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि यह रोशनी का स्तर है आपको लक्स के स्तर के बारे में कुछ पता होगा लोग लक्स के स्तर के बारे में बात करेंगे यह लक्स स्तर की आवश्यक राशि है लक्स इकाइयाँ हैं या पुराने सिस्टम में यह फुट कैंडल हुआ करती थी यह कुछ ऐसा है जैसे आप एक ही जल प्रवाह चैनल से ट्रे में पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो यह सतह पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा की तरह है या इस सादृश्य में पानी की मात्रा जो सतह पर एकत्रित होती है जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रति वर्ग मीटर लुमेन है जो प्रति वर्ग मीटर या वर्ग फुट में प्रवाहित होता है पुरानी इकाइयों में इसे फुट कैंडल कहा जाता था तो इसी तरह से अगर आप एक प्लेन रख रहे हैं जिसमें प्रकाश ऊर्जा गिर रही है तो कितनी ऊर्जा गिर जाएगी कितना लक्स लुमिनस फ्लक्स एक विशेष क्षेत्र पर गिर जाएगा इसलिए उदाहरण के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में लुमेन लक्स स्तर के रूप में इंगित किया जाएगा लक्स प्रति वर्ग मीटर लुमेन का सूचक है या प्रति वर्ग फुट लुमेन जैसा कि मैंने पुरानी इकाइयों में कहा था कि यह फुट कैंडल है जिसे यह कहा जाता है यदि आप तुलना करते हैं तो एक पैर की मोमबत्ती लगभग 108 लक्स में बदल जाती है यदि आप विशिष्ट प्रकाश स्रोत कहते हैं तो पूर्णिमा में आपके पास एक लक्स या बहुत कम प्रकाश स्तर होगा बस आप जानते हैं भारतीय मानक विशिष्ट पठन लेखन गतिविधियों के लिए लगभग 300 लक्स की सिफारिश करते हैं उदाहरण के लिए आपकी मेज पर कक्षा प्रकाश व्यवस्था आपकी मेज पर छात्रों की तालिका आपके पास लगभग 250 से 300 लक्स होनी चाहिए आप अभी भी चीजों या वस्तुओं को देख सकते हैं यदि आपके पास 80 लक्स से लेकर 100 लक्स हैं तो आप वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे लेकिन विशेष रूप से कार्य के लिए यहां हम कार्य के बारे में बात कर रहे हैं प्रकाश व्यवस्था दो प्रकार की होती है जिन्हें आमतौर पर प्रदान किया जाता है एक कार्य प्रकाश व्यवस्था है और दूसरी एक पृष्ठभूमि या परिवेश प्रकाश व्यवस्था है ज्यादातर जगहों पर हम इन दो परतों के लिए नहीं जाते हैं कम से कम न्यूनतम दो परतें आवश्यक हैं आमतौर पर हम दो परतों के लिए नहीं जाते हैं हम केवल एक पृष्ठभूमि परत के साथ जा रहे हैं इसलिए जब आप 300 लक्स कहते हैं तो आप प्रकाश के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने डेस्कटॉप पर तीन सौ लाइट लक्स मिलते हैं तो अगर आपको वास्तव में एक ऊर्जा सचेत डिजाइन के बारे में बात करनी है तो आप वास्तव में परिवेशीय प्रकाश के लिए दो परतों के लिए जाएंगे आपको 300 लक्स की आवश्यकता नहीं है आप अभी भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि 80 से 100 लक्स पर वस्तुओं को देखते हैं तो आप शायद अपनी पृष्ठभूमि प्रकाश व्यवस्था के लिए 100 से 150 लक्स तक रोक सकते हैं यह एक बैकग्राउंड लेयर है फिर आपके डेस्कटॉप पर आपको 280 से 300 लक्स के करीब या कुछ मामलों में थोड़ा और अधिक की आवश्यकता होगी जहाँ आप एक स्पष्ट रूप से जानते हैं या एक तनाव मुक्त दृश्यता और उस कार्य को कर रहे हैं जैसे पढ़ना और लिखना यदि आप कंप्यूटर टाइप लिखने में कुछ काम कर रहे हैं तो इसके लिए 300 लक्स की आवश्यकता नहीं होती है सर्जरी के बारे में बात करें जिस क्षेत्र में एक ऑपरेशन थियेटर है वहां कुछ सर्जरी की जा रही हैं आपको एक बहुत ही उच्च लक्स स्तर की आवश्यकता है आपको लगभग 10000 लक्स की आवश्यकता है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है आमतौर पर रिकॉर्डिंग में आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो को जानते हैं कि उनके पास फ्लड लाइटिंग होता है जब लोग रात के समय में खेल रहे होते हैं जब आप जानते हैं कि दिन और रात के मैच हो रहे हैं रात के समय के टूर्नामेंट हो रहे हैं तो आपके पास फ्लड लाइटिंग नाम चीज होती है जहां बहुत अधिक प्रकाश स्तर है जो दिन की रोशनी की नकल कर रहे हैं 10000 लक्स के करीब 8000 से अधिक लक्स प्रदान किए जाते हैं खुली धूप यदि आप बाहर जाते हैं और मापते हैं तो यह आपके पास 1 लाख लक्स के करीब होगा इस पर सीधे आपको पता चलता है कि यदि आप एक क्षैतिज ट्रेन में एक क्षैतिज सेंसर लगाते हैं तो आप इस जितना अधिक प्राप्त कर पाएंगे उदाहरण के लिए यदि आप किसी कार्य स्थान पर जा रहे हैं जहां एक बारीक मरम्मत का काम या कहें कि इंस्ट्रूमेंट हार्डवेयर फैब्रिकेशन जैसा कुछ हो रहा है या फिर इसका सरल उदाहरण घड़ी की मरम्मत की दुकान भी है जहां बहुत मामूली हिस्से के सर्किट की मरम्मत की जा रही है तो आपको स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की आवश्यकता होगी लक्स का इसलिए इन मामलों में आमतौर पर हम अलग से कार्य प्रकाश के लिए जाते हैं जबकि परिवेश या पृष्ठभूमि प्रकाश अलग से होता है जब आप प्रकाश डिजाइन का विस्तार से अध्ययन करते हैं तो प्रकाश डिजाइन को लेयरिंग के संदर्भ में देखा जाता है हम लेयरिंग सिद्धांत कहते हैं आप एक होटल का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि होटल में प्रवेश करें कल्पना करें कि यह एक पाँच सितारा होटल है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं आपके पास एक रिसेप्शन क्षेत्र की लॉबी होगी तो आपके पास रिसेप्शन डेस्क होगी आपके पास कुछ भित्तिचित्र कलात्मक कार्य होंगे कुछ मूर्तियाँ होंगी कुछ कलात्मक चीजें होंगी कुछ परिदृश्य बाहर दिखाई देंगे उनके पास लाउंज जैसे कुछ क्षेत्र होंगे फिर कैंटीन होगा आपको पता है कि कैफेटेरिया दिखाई दे सकता है लिफ्ट दिखाई देगी इसलिए इन विशेष कार्यों में से प्रत्येक के लिए जो रिसेप्शन डेस्क की सामान्य दृश्यता के रिसेप्शन क्षेत्र में किए जाते हैं और साथ ही भित्ति चित्र या साइनबोर्ड को के लिए होते हैं इन चीजों में से प्रत्येक को लक्स स्तर या प्रकाश स्तर की एक विशिष्ट राशि की आवश्यकता होगी तकनीकी रूप से यह लुमेन प्रति मीटर वर्ग है जो किसी विशेष सतह पर आवश्यक प्रकाश की मात्रा है जब आप जानते हैं कि कार्य या किसी विशेष वस्तु को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाना है तो आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति साइन बोर्ड को अधिक स्पष्ट रूप से देख सके आपको उस विशेष सतह पर थोड़ा अधिक लक्स स्तर की आवश्यकता हो सकती है इसे हम लेयरिंग सिद्धांत कहते हैं जब हम कृत्रिम प्रकाश डिजाइन करते हैं तो हम वास्तव में विभिन्न स्तरों में प्रकाश के स्तर को देखेंगे अगला संकेतक जो बहुत महत्वपूर्ण है ल्यूमिनेन्स कहा जाता है अक्सर यह पिछले एक के साथ भ्रमित होता है जो कि रोशनी की तीव्रता या किसी विशेष क्षेत्र पर प्रवाह या प्रकाश ऊर्जा की मात्रा की तीव्रता है यहां हम ल्यूमिनेन्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसे चमक के रूप में भी जाना जाता है तो जिस क्षण हम चमक कहते हैं यह प्रकाश की मात्रा को माना जाता है या मापा जाता है जो एक सतह से परावर्तित होता है तो दो चीजें हैं एक यह धारणा है कि आपकी आंख एक ही प्रकाश को कैसे महसूस करती है और सतह की कितनी मात्रा वापस दिखाई दे रही है कल्पना कीजिए कि 500 लक्स है जो एक सफेद टेबल की सतह पर उसी 500 लक्स लाइट बनाम जो कि एक काले रंग की पेंट या मैट ब्लैक पेंटेड टेबल की सतह है या गिर रही है इन दो मामलों में चमक का स्तर दो कारणों से बहुत भिन्न होगा एक आपकी आंख के अनुकूलन के कारण थोड़ा अंतर है लेकिन हम इस बात की उपेक्षा करेंगे कि क्योंकि आप ही वही व्यक्ति हैं जो प्रकाश के स्तर को देखते हैं फिर आता है सतहों की परावर्तनशीलता पहली एक चमकदार सफेद परावर्तक सतह थी और दूसरी एक मैट काली सतह है इसलिए सतह परावर्तन और अवलोकन की विशेषताएं किसी विशेष सतह से परावर्तित सही प्रकाश की मात्रा को काफी प्रभावित करती हैं इस विशेष बात को इस रूप में संदर्भित किया जाता है चमक या चमक स्तर जिसे कैंडेला प्रति मीटर वर्ग के रूप में मापा जाता है ल्यूमिनेंस की माप के लिए यूनिट कैंडेला प्रति मीटर वर्ग है लक्स का स्तर या रोशनी का स्तर आपके पास बहुत ही सरल उपकरण हैं रोशनी मीटर या लक्स मीटर जिनके पास सेंसर हैं आप उन्हें लगाते हैं कि वे पता लगाने में सक्षम होंगे आपके पास एक सस्ती है और आपके पास रोशनी स्तर को मापने का एक बहुत आसान तरीका है जबकि जब आप ल्यूमिनेन्स को मापना चाहते हैं तो ऐसे विशिष्ट उपकरण होते हैं जहां आपको किसी विशेष सतह पर ध्यान केंद्रित करना होता है आपको सतह के गुणों को निर्धारित करना होता है फिर आप इसे एक कैमरे की तरह केंद्रित करते हैं जो कि थोड़े मूल्य के उपकरणों को मापते हैं जिनसे आपको एक चमक स्तर मिलेगा ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं मानकों या विनिर्देशों में से कई यह कहने के बाद रुक जाते हैं कि चमक स्तर क्या आवश्यक है आमतौर पर वे कहते हैं कि यह एक विशेष सतह पर लक्स स्तर या रोशनी स्तर है कई मानक चमक के बारे में सीधे बात नहीं करते हैं लेकिन वे ग्लेर नामक चीज के बारे में बात करते हैं ग्लेर या ग्लेर दो तीन विशिष्ट घटनाओं का एक परिणाम है एक फोकस है आपके पास एक पृष्ठभूमि है आप एक कार्य को देख रहे हैं और आपके पास एक पृष्ठभूमि है इसलिए जब टास्क के ब्राइटनेस लेवल के साथ साथ बैकग्राउंड में भी अंतर होता है तो आपको पता चलेगा कि आपको ग्लेर नाम की घटना होती है दूसरी बात यह है कि आपकी आंख पर सीधी रोशनी पड़ती है फिर आप उसी घटना को महसूस करेंगे जिसे ग्लेर कहा जाता है विभिन्न प्रकार के होते हैं यह आमतौर पर झुंझलाहट या स्पष्टता का नुकसान होता है जो होता है आप एक विशेष गतिविधि को उसी स्पष्टता या आराम से नहीं देख या पढ़ सकते हैं जिससे आपको करने में सक्षम होना चाहिए उस घटना के साथ हम ग्लेर का उल्लेख कर रहे हैं ग्लेर दो प्रकार की होती है एक है असुविधा ग्लेर एक विकलांगता ग्लेर है मैं आपको विशिष्ट उदाहरण दे सकता हूं दो से तीन उदाहरण जहां आप वास्तव में समझ सकते हैं कि असुविधा और विकलांगता ग्लेर क्या होगी आप अपनी कक्षा में बैठे हैं जिसे आप अपने लेखन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं अगर ब्लैकबोर्ड के दोनों किनारों पर आपके पास दो खिड़कियां हैं जहां आपके पास प्रत्यक्ष सौर घटना है जहां सूर्य से प्रकाश उस पर गिर रहा है यदि यह एक है पूर्व की ओर की सतह और आप सुबह बोर्ड को देख रहे हैं मान लीजिए कि आपके पास 800 बजे की क्लास है आपके पास प्रत्यक्ष सूर्य है यह विशेष रूप से ग्लेज़िंग सतह है जो इस मामले में छायांकित नहीं है कोई भी पर्दा नहीं है ये दो सतहें बहुत उज्ज्वल होंगी जब आप अपने ब्लैकबोर्ड पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको कुछ दृश्य असुविधा होगी यह एक उदाहरण है दूसरा जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके पास अचानक फ्लडलाइट होती है जो आपको बाधित कर रही होती है कोई अपनी हेडलाइट्स चालू कर रहा होता है वे हाई बीम पर होते हैं तब आपके पास घटना होती है जो बहुत ही कम समय में आपकी दृश्यता को प्रभावित करती है यह केवल एक पल के अंश के लिए हो सकता है जिसके लिए आप अपनी स्पष्टता खो देते हैं पहली चीज को असुविधा ग्लेर कहा जाता है जहां आप असहज होते हैं लेकिन फिर भी आप कार्य को देखने और उस पर काम करने में सक्षम होते हैं जबकि अचानक प्रकाश की चमक जो बहुत कम समय के लिए अस्थायी रूप से आपकी दृश्यता को प्रभावित करती है जिसे हम विकलांगता ग्लेर के रूप में संदर्भित करते हैं आमतौर पर जब आप ग्लेर के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए परियोजना विनिर्देश के कुछ विनिर्देश कहेंगे कि आपको राष्ट्रीय भवन कोड या इस विशेष कोड का पालन करना चाहिए जहां लक्स स्तर या रोशनी स्तर निर्दिष्ट किया गया है उदाहरण के लिए वे आपको अपने टेबल टॉप पर 300 लक्स की गारंटी देने के लिए कह रहे हैं वे यह भी कहेंगे कि आपको चमक से बचना चाहिए खासकर कार्यशालाओं में उदाहरण के लिए जब आपके पास एक लंबा काम करने वाला यार्ड होता है जिसमें आम तौर पर उच्च ट्रस छत होते हैं तो आप उत्तर रोशनी या कुछ दिन प्रकाश व्यवस्था प्रदान करते हैं एक यह है कि आप फ्लडलाइट और दिन के उजाले के साथ सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उदाहरण के लिए आवश्यक राशि के लिए कार्य प्रकाश प्राप्त हो किसी विशेष कार्य के लिए आपको लगभग 800 से 900 लक्स चाहिए तो आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं क्या होता है कुछ स्थानों पर प्रकाश का स्तर बहुत अधिक होगा ताकि प्रकाश बनाम कार्य बनाम पृष्ठभूमि विपरीत बहुत अधिक होगा हम यहां विपरीत के बारे में बात कर रहे हैं जब इसके विपरीत बढ़ता जा रहा है तो अधिकतम लक्स स्तर उपलब्ध बनाम न्यूनतम लक्स स्तर उपलब्ध है कार्य की सतह का प्रतिबिंब बनाम पृष्ठभूमि की सतहों का प्रतिबिंब अगर ये चीजें काफी भिन्न हैं तो इससे जुड़ी असुविधा होगी इस तरह को इस मामले में ग्लेर के रूप में वर्गीकृत किया गया है यह मुख्य रूप से दृश्य असुविधा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मानकों में से कुछ को आपको काम करने की आवश्यकता होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लेर या दृश्य असुविधा से बचा जाए इन मामलों में आपको अपने मूल्यांकन के लिए रोशनी के स्तर के साथ साथ प्रकाश के स्तर की भी आवश्यकता होगी इस पर एक नजर डालिए यह एक विशिष्ट कार्यालय कार्य स्थान है जो आपके पास लगभग 150 लक्स आपके कीपैड पर है आपके कंप्यूटर के पीछे वाले हिस्से में 30 लक्स के आसपास कहीं कम है यहाँ एक खिड़की ग्लेज़िंग है तो आप अपने नोटिस बोर्ड पर यहां 250 300 लक्स के करीब पहुंचते हैं आपको लगभग 80 लक्स मिलेंगे जब आप अपनी आंखें उठाते हैं तो आप खिड़की से देखते हैं तो आपको एक उदाहरण में करीब 3000 लक्स मिलेंगे तो आपकी आंख अब विभिन्न प्रकार के रोशनी स्तर के संपर्क में है और साथ ही अगर आप एक नज़र डालें तो इन सतहों में से प्रत्येक में अलग अलग प्रतिबिंब हैं छत ले लो नोटिस बोर्ड ले लो कीबोर्ड ले लो कागज की एक शीट ले लो और आपके पास आपकी कांच की सतहें हैं और साथ ही आपके पास कागज हैं जो आपको प्रकाश अंधेरे सतहों का पता है जहां आपके चमक स्तर आमतौर पर भिन्न होते हैं यदि ये उदाहरण के लिए कहें तो कार्य बनाम पृष्ठभूमि की चमक बहुत अधिक है यदि आप अपने कंप्यूटर को इस तरफ देख रहे हैं जब आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो प्रकाश का स्तर बहुत कम होता है चमक अलग होती है जिस पल आप घूमते हैं आप बड़ी फलक खिड़की देखते हैं तो आपके पास एक अलग प्रकाश स्तर होता है यदि यह बहुत अलग है तो अंतर बहुत अधिक है तो आपको एक दृश्य असुविधा होगी इसी तरह यदि आप कंप्यूटर को इस तरफ मोड़ रहे हैं तो एक सीधा प्रकाश है जो आपकी स्क्रीन पर गिर रहा है जिसमें आपको खिड़की का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपके पास प्रत्यक्ष दृश्यमान प्रकाश आपके कंप्यूटर स्क्रीन से परावर्तित हो रहा है इसके परिणामस्वरूप चमक पैदा होगी तो ये विशिष्ट चीजें हैं जो हमें करनी है या नहीं करनी है आप एक मैपिंग कर सकते हैं यह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम वास्तव में ऊर्जा को बचाना चाहते हैं यदि आप इस बारे में वास्तव में सचेत हैं तो इस तरह से एक खुले कार्यालय में कह सकते हैं यदि आप बस एक छत की रोशनी के साथ जाते हैं जो कि एक आम बात है क्या आपके पास चारों ओर छत की रोशनी है अगर मैं इस विशेष सतह में 200 लक्स सुनिश्चित करना चाहता हूं मुझे इन ल्यूमिनेयरों को लक्स के स्तर को बढ़ाना होगा या आपके द्वारा जाने वाले ल्यूमिनेन्स लुमेन की संख्या को जानना होगा जो कि सीलिंग में रखे गए हैं नंबरों को बढ़ाना होगा इसलिए मुझे अपने टेबल टॉप पर लगभग 200 लक्स मिलेंगे अन्य बेहतर विचार अधिक तार्किक विचार है यहाँ इन तालिकाओं में से प्रत्येक के लिए टास्क लाइटिंग के लिए जाना है या कम से कम इन चार क्यूबिकल्स के लिए आपके पास अलग से एक कार्य प्रकाश व्यवस्था है जब भी ये लोग बाहर होते हैं तो इस लाइट को बंद किया जा सकता है जबकि बैकग्राउंड लाइटिंग लगभग 100 150 लक्स हो सकती है ताकि वस्तुओं की स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित हो सके हमने इल्यूमिनेंस लुमिनस और ग्लेर के बारे में बात की है तो हमारे पास कुछ अन्य मापदंड है वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण है जिस हिस्से में प्रकाश को ऊर्जा स्पेक्ट्रम मैं वितरित किया जाता है फिर आपके पास रंग तापमान और रंग रेंडरिंग नामक कुछ हैं जो आम तौर पर उदाहरण के लिए आंतरिक लाइटिंग में उपयोग किए जाते हैं कल्पना करें कि आप एक आभूषण की दुकान में जा रहे हैं आपके पास एक सोने को रखने का स्थान है आपके पास हीरे के आभूषण हैं आपके पास चांदी के आभूषण हैं इनमें से प्रत्येक आभूषण काएक विशिष्ट रंग है सोने में एक विशिष्ट पीला रंग का है जबकि हीरा अधिक क्रिस्टल प्रकार का है आप आभूषण के लिए अलग तरह की रोशनी चाहते हैं ताकि आंख को अधिक आकर्षक लग सके हां यदि आप इसे प्राकृतिक प्रकाश में रखते हैं यदि आप इसे बाहर लाते हैं तो इसे प्राकृतिक प्रकाश में दिखाते हैं यह वास्तविक रंग दिखाएगा जबकि विक्रेता क्या कर रहे हैं वे इसके रूप और अनुभव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसी तरह एक सिल्क की साड़ी की दुकान पर अगर आपको किसी खास चीज को बढ़ाना है या जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसमें एक तरह का कलर रेंडरिंग होगा तो लाइट का कलर इतना एडजस्ट हो जाता है कि कोई खास उत्पाद देखने और महसूस करने में और अच्छा लगता है फिर एल ई डी जैसे आधुनिक प्रकाश व्यवस्था के साथ हमारे पास झिलमिलाहट या झिलमिलाहट की दर नामक एक घटना है झिलमिलाहट की दरों को मापने के लिए उपकरण हैं झिलमिलाहट एक और महत्वपूर्ण घटना है जो आंख के स्वास्थ्य के साथ साथ दृश्यता और दृश्य आराम को प्रभावित करती है इसलिए झिलमिलाहट एक और महत्वपूर्ण घटना है लेकिन मुख्य रूप से इस मॉड्यूल के अनुसार हम खुद को इल्यूमिनेंस लुमिनस और ग्लेर के लिए सीमित कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दिन के उजाले बहुत महत्वपूर्ण है उन अध्ययनों में से एक है जिसे कनाडा में कुछ समय पहले किया था जहां वे दिन के उजाले के दो अलग अलग लाभों की पहचान करते हैं पहली बात हम जानते हैं कि यह कृत्रिम प्रकाश लोड को कम करता है पहले यह प्लग लोड को सीधे कम करता है कृत्रिम प्रकाश के लिए बिजली की खपत से जुड़ा प्रकाश भार इसके अलावा यह इन प्रकाशों से उत्पन्न गर्मी को भी कम करता है जाहिर तौर पर सिस्टम के कूलिंग लोड को कम करता है तो इन दोनों मामलों में आपके पास काफी लागत बचत है इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि इसने जगह की गुणवत्ता में सुधार हुआ इसने श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार किया फिर इसने सामर्थ्य में भी सुधार किया और इससे घर के अंदर के स्वास्थ्य और आराम में सुधार हुआ आखिरकार उन्होंने परिणाम दिया उन्हें बेहतर श्रम का परिणाम मिला और किसी विशेष उत्पाद की बढ़ी हुई बिक्री के अलावा लागत की बचत भी हुई अब हमें चरणबद्ध तरीके से यह देखना चाहिए कि प्रकाश व्यवस्था के बारे में आप कैसे समझ सकते हैं और हम दिन के प्रकाश के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वह है कि सभी दृश्यमान प्रकाश में कितनी मात्रा में प्रकाश हमारे पास उपलब्ध है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में हम कहां हैं यदि आप भूमध्य रेखा में हैं तो आपके पास वास्तव में प्रकाश स्तर की उच्च मात्रा होगी जिसे हम आमतौर पर डिज़ाइन आकाश के प्रकाश के रूप में संदर्भित करते हैं यह नहीं है कि आप बस सेंसर को सीधे सूरज के नीचे रख सकते हैं और इसे माप सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एक लाख लक्स के करीब होगा यदि आप एक सेंसर लगा रहे हैं और माप रहे हैं लेकिन यह कुछ ऐसा है जो आपको सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कम से कम 85 प्रतिशत समय के लिए मिलेगा इसलिए भले ही आप शाम के समय किसी पश्चिमी दिशा पर माप कर रहे हों या शाम को पूर्वी दिशा में आप प्रकाश की इस मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम होने चाहिए जिसे हम डिजाइन आकाश रोशनी के रूप में संदर्भित करते हैं जो कि एक न्यूनतम सर्वोत्तम उपलब्ध प्रकाश दृश्यमान है किसी विशेष स्थान पर यह भूमध्य रेखा से भिन्न होता है जहांयह बहुत अधिक है यह लगभग 18000 लक्स के रूप में उच्च हो सकता है जैसा कि आप आगे जाते हैं आपके पास आपके ध्रुवीय क्षेत्र में लगभग 3000 लक्स हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक खिड़की कह रहे हैं तो आपको क्या समझना है एक मीटर और दो मीटर की खिड़की आपको एक छोटे से कमरे जो 3 मीटर और 3 मीटर का है पर्याप्त दिन के उजाले देगी यदि आप भूमध्य रेखा में स्थित हैं तो आपको दिन की रोशनी से अधिक प्राप्त हो सकता है जबकि यदि आप ध्रुवों के पास डिज़ाइन कर रहे हैं तो वही भवन उपलब्ध प्रकाश से बहुत कम है तो आप दिन के उजाले की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होंगे जो आवश्यक है उदाहरण के लिए जब एक मानक कहता है कि आपके पास कम से कम 200 लक्स दिन की रोशनी उपलब्ध होना चाहिए तो आप इसे भूमध्य रेखा के साथ साथ ध्रुवीय क्षेत्रों में भी एक ही डिजाइन के साथ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि उपलब्ध दिन की रोशनी या डिज़ाइन स्काई ल्यूमिनेन्स भिन्न होता है हम यहां कहीं हैं जैसा कि मैंने कर्क रेखा के करीब कहा था भारत में हम 8000 लक्स के रूप में डिजाइन आसमानी रोशनी को लेते हैं कुछ मानक संदर्भों को भी वे 8500 पर विचार करते हैं आमतौर पर हम राष्ट्रीय कोड को 8000 लक्स आकाश के रूप में डिजाइन आकाश रोशनी के रूप में सुझाते हैं इसलिए पहला कदम जब हम डेलाइटिंग डिजाइन करना शुरू कर रहे हैं हम खिड़की के बाहर हमारे लिए उपलब्ध 8000 लक्स लेंगे मुख्य कारकों में से एक है जिसके बारे में मुख्य रूप से बात की जाती है दिन के उजाले का कारक यह प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है यह एक इकाई है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है यह बाहरी रोशनी के लिए इनडोर रोशनी का अनुपात है इसलिए जब मैं कहता हूं कि 8000 लक्स एक मानक डिजाइन आकाश है या उपलब्ध मानक डिजाइन आकाश प्रबुद्धता क्या है जो खिड़की के बाहर उपलब्ध है अगर मैं भारत में स्थित हूं अगर मैं 80 लक्स सुनिश्चित करने में सक्षम हूं तो मेरा मतलब है कि मेरे पास 1 प्रतिशत दिन का प्रकाश कारक है इसलिए जब कोई मानक कहता है कि आप कम से कम 2 प्रतिशत डेलाइट फैक्टर सुनिश्चित करते हैं तो आदर्श रूप से इसका अर्थ है कि आपके कमरे में औसत रोशनी मैं औसत रोशनी के बारे में बात कर रहा हूं यह खिड़की के करीब अधिक हो सकता है यह अंदरूनी हिस्सों में और कम हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर कमरे के अंदर उपलब्ध औसत दिन का प्रकाश 160 लक्स होना चाहिए तो बिना किसी कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दिन के उजाले से 160 लक्स सुनिश्चित कर सकें तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए अपनी खिड़कियों को उचित आकार देना होगा यह वह है जो डेलाइट फैक्टर की एक सरल परिभाषा है बेशक यह प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था की दोहन में इमारत के डिजाइन की प्रभावशीलता को इंगित करता है प्रत्यक्ष घटक के अलावा हम डिजाइन आकाश रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं जो उपलब्ध है यह एक सीधा घटक है यदि यह उपलब्ध है तो यह अंदर आ रहा है इसके अलावा महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जो भवन में दिन के उजाले को प्रभावित करते हैं पहली चीज एक बाहरी परावर्तित घटक है और दूसरा आंतरिक परावर्तित घटक है कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बर्फ का आवरण है या कल्पना करें कि आपके पास एक जल निकाय है या कल्पना कीजिए कि आपके पास इन सतहों में से प्रत्येक में घास की सतह है मैं विशिष्ट अवशोषण और प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए जब आपके पास एक घास की सतह होती है या आपके पास एक खाली भू भाग होता है या एक गहरी काली मिट्टी बनाम बर्फ की स्पष्टता वाला क्षेत्र होता है तो बर्फ अधिक मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करती है तो अपनी खिड़की में प्रवेश करने के अलावा यह सीधा प्रकाश भी इन सतहों पर पड़ता है तो आपको बर्फ के मामले में अधिक बाहरी परावर्तित घटक मिल सकता है जबकि गहरे गीली काली मिट्टी के मामले में आपको बहुत कम परावर्तित घटक मिल सकता है दूसरी बात आंतरिक परिलक्षित घटक है क्या होगा यदि आप अपनी छत को पूरी तरह से काले रंग में रंगते हैं एक बार जब आप एक विशेष सतह पर सीधे प्रकाश को डालते हैं तो दूसरा परावर्तन तीसरा परावर्तन लगभग शून्य हो जाएगा क्योंकि पहले परावर्तन के बाद आपकी काली सतह प्रकाश को अवशोषित करने जा रही है और इन प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है जबकि यदि आपके पास अधिक परावर्तित सतह हैं आपकी मदद करेगा या यह इंटीरियर में दिन के उजाले के प्रसार को बढ़ाएगा इसलिए यदि आंतरिक परावर्तित घटक अधिक हैं तो यहां समग्र प्रकाश स्तर काफी अधिक होगा तो यहाँ तीन घटक हैं प्रत्यक्ष घटक प्लस बाहरी परावर्तित घटक और आंतरिक परावर्तित घटक तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर जुड़े हुए हैं यदि आपको यह मापना है कि एक सेंसर को बाहर ले जाएं और एक को अंदर ले जाएं तो आप इसे मापते हैं आप दिन का प्रकाश कारक क्या है यह जानने के लिए बस अनुपात प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बिल्डिंग कोड या एसपी 32 पर एक नज़र डालते हैं जो राष्ट्रीय भवन कोड के साथ मानक से जुड़ा हुआ है आप बड़े पैमाने पर नामोग्राम का उपयोग पाएंगे आपके पास लक्स ग्रिड विधि नामक एक विधि है जिसका उपयोग आप यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि दिन का प्रकाश कारक क्या है ऐसे नामोग्राम होते हैं जो मूल रूप से यह पता लगाने में आपकी मदद करते हैं कि बाहरी परावर्तित घटक क्या होगा बाहर के अवरोधों का क्या प्रभाव पड़ता है आंतरिक परावर्तित घटक का प्रभाव क्या होता है इन चीजों के साथ मैं कैसे डिजाइन करूं या मैं अपनी खिड़की को कैसे आकार दूं यह बहुत आसानी से हमारे राष्ट्रीय कोड में प्रस्तुत किया गया है आपके पास लक्स स्तर विनिर्देश होगा आपको आवश्यक दिन प्रकाश के कार्य कारकों से संबंधित कुछ विनिर्देश भी मिलेंगे यह कहने के बजाय कि लक्स या दिन के उजाले के स्तर की आवश्यकता है लोग उदाहरण के लिए कह सकते हैं गलियारों को आपको 05 प्रतिशत दिन के उजाले की आवश्यकता होती है जबकि लॉबी लाउंज आपको 1 प्रतिशत की आवश्यकता होगी इसलिए यदि यह मानक भारत में लागू है तो आपको इस रिक्त स्थान में उपलब्ध कम से कम 40 लक्स का दिन सुनिश्चित करना होगा क्योंकि हमारे यहाँ 8000 लक्स आपके परिवेश के रूप में उपलब्ध हैं आपके पास 80 लक्स होंगे यह 120 लक्स और आगे और अधिक प्रयोगशाला के लिए यहां 400 लक्स तो अनुवाद का यही अर्थ है अब हम लक्स के स्तर दिन के उजाले के कारकों बाहरी और आंतरिक परावर्तित घटक के बारे में बात कर रहे हैं ये खुली खिड़की के लिए हैं जिस क्षण आपके पास ग्लास या ग्लेज़िंग सिस्टम होता है अगला कारक आता है जो ग्लास का ही प्रभाव है हम इसे गर्मी में दृश्य प्रकाश संप्रेषण के लिए संदर्भित करते हैं आप जानते हैं कि थर्मल सेक्शन के बारे में हमने सोलर हीट गेन गुणांक या SHGC के बारे में बात की है यह गर्मी के लिए है यहाँ हम रोशनी के लिए VLT के बारे में बात कर रहे हैं यह दृश्य प्रकाश संप्रेषण है यह प्रतिशत में व्यक्त किया गया है पडने वाले प्रकाश की कितनी मात्रा एक विशेष कांच के माध्यम से पारित करने में सक्षम है उदाहरण के लिए यदि आप एक स्पष्ट ग्लास को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं तो इसके पास दृश्य प्रकाश संप्रेषण 90 प्रतिशत के करीब होगा या हमें 85 प्रतिशत वीएलटी उपलब्ध है वही एसएचजीसी वास्तव में उच्च होगा यह लगभग 08 से 09 तक होगा यह उच्च मात्रा में गर्मी से गुजरने की अनुमति देता है साथ ही दिन के उजाले की उच्च मात्रा से गुजरने की अनुमति देता है 20 साल पहले जब ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के प्रति सजगता डिजाइन बज़वर्ड्स थे लोगों ने इसके लिए आवश्यकता को महसूस करना शुरू कर दिया उन्होंने डबल ग्लास विंडो के लिए जाना शुरू किया फिर वे गहरे रंग की खिड़कियों के लिए जाने लगे ताकि वे सौर विकिरण काट सकते हैं इसलिए इस संदर्भ में उदाहरण के लिए यदि आप एक अंधेरे रंग की या कांस्य रंग वाली खिड़कियां लेते हैं तो आपके पास 05 का SHGC होगा कांस्य टिंट के साथ एक डबल वर्ग मेआप 05 के सौर गर्मी लाभ को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिसका मतलब है कि आप लगभग आधा विकिरणक घटक को काटने में सक्षम हैं और साथ ही एक प्रवाहकीय घटक SHGC में भारी कमी आई है तो आप स्वाभाविक रूप से कुछ ऊर्जा बचाने में सक्षम हैं लेकिन वीएलटी पर क्या प्रभाव है वीएलटी 02 या 20 प्रतिशत के रूप में कम होगा उपलब्ध दृश्यमान प्रकाश में भारी कटौती होती है यह आपके प्रकाश विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने वाला है यह एक नकारात्मक प्रभाव था वर्णक्रमीय चयनात्मक ग्लेज़िंग या कम ई कोटेड ग्लास नामक नई चीजों के साथ ये स्पष्ट रूप से चयनात्मक हैं यदि आप याद करते हैं कि हमने विद्युत चुम्बकीय किरणों के विभिन्न स्पेक्ट्रोमीटर देखे हैं हम यहां दृश्यमान स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से चयनात्मक ग्लेज़िंग सिस्टम दिखाई देने वाले प्रकाश को पारित करने की अनुमति देगा जबकि वे इंफ्रारेड में कटौती करेंगे विशेष रूप से लघु तरंग सौर विकिरण के माध्यम से काट दिया जाएगा इसलिए यदि आप कम ई डबल ग्लास या लो ई कोटेड प्लेन ग्लास भी लेते हैं तो ओ प्लैनिथर्म या सादे प्रकार के ग्लास भी उपलब्ध हैं जो थर्मल में अच्छे हैं उन ग्लासों में आपको SHGC 015 की तरह बहुत कम मिलेगा और 40 से 50 प्रतिशत की VLT जिसका अर्थ है कि वे 50 प्रतिशत दिन के उजाले की अनुमति दे रहे हैं जबकि SHGC में भारी कटौती हो रही है आप ऊर्जा की बचत कर रहे हैं जहां तक थर्मल का संबंध है आप अपने इंटीरियर के लिए पर्याप्त मात्रा में दिन के उजाले का प्रबंधन करने में सक्षम हैं तो कृत्रिम प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की खपत में कटौती की जाती है तो यह एक महत्वपूर्ण बात है आपको यह ध्यान रखना होगा जब आप अपनी खिड़कियों के साथ साथ ग्लेज़िंग सिस्टम भी डिज़ाइन कर रहे हों ऊर्जा संरक्षण के लिए SHGC का ध्यान रखें जबकि ग्लेज़ ग्लास या ग्लेज़िंग सिस्टम के दृश्य प्रकाश संचरण का भी ध्यान रखें ताकि आपके लाइटिंग लोड को नीचे लाया जा सके इसके लिए एक सरल संकेतक है जिसे प्रकाश और सौर लाभ का अनुपात कहा जाता है जो एसएचजीसी द्वारा विभाजित वीएलटी है एक उच्च अनुपात का मतलब है कि प्रकाश संप्रेषण भी बेहतर है तो यह एसएचजीसी और वीएलटी संबंध है इसलिए जहां तक इस मॉड्यूल का संबंध है हमने प्रकाश की एक अवधारणा पेश की है और इसे मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सूचकांक हमने लुमिनेंस के बारे में बात की इल्यूमिनेंस की बात की हमने लुमिनस फ्लक्स और लुमेन के बारे में बात की फिर हमने लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात की हमने ग्लेर के बारे में बात की इसके अलावा हमने देखा कि डेलाइट क्या है डेलाइट डिज़ाइन से जुड़े पैरामीटर क्या हैं डेलाइट फैक्टर क्या है और हमने आखिरकार देखा कि बिल्डिंग के अंदर उपलब्ध डेलाइट पर ग्लास और ग्लेज़िंग सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है धन्यवाद